नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम कैश टाइमिंग अटैक के बारे में देख रहे थे पहले हमने कैश कोवर्ट चैनल को देखा और उसी वीडियो में बाद में फ्लश प्लस रीलोड अटैक को देखा इस व्याख्यान में हम दूसरे कैश टाइमिंग अटैक के बारे में देखेंगे जिसे कैश कोलीजन अटैक के नाम से पहचाना जाता है अनिवार्य रूप से दो तरह के कैश कोलिजन अटैक कैश टक्कर के हमले है वे एक्सटर्नल बाहरी कैश कोलिजन अटैक तथा इंटरनल आंतरिक कैश कोलिजन अटैक होते हैं एक्सटर्नल कैश कोलिजन अटैक को प्राइम तथा प्रोबजांच हमले भी कहा जाता है जबकि इंटरनल कोलिजन अटैक को टाइम ड्रिवनसमय संचालित हमले अटैक भी कहा जाता है तो इस व्याख्यान में हम सबसे प्रथम प्राइम और प्रोब अटैक को देखते हैं और बाद में टाइम ड्रिवन अटैक को देखेंगे एक प्रमुख और जांचप्राइम और प्रोब हमले में हम जिस परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं वह या तो यह है या हमारे पास एक विशेष कोर में चलने वाली विक्टिम प्रोसेस शिकार प्रक्रिया है और एक अन्य प्रोसेसर कोर में चल रही एक जासूस प्रक्रिया है पीड़ितविक्टिम और जासूस दोनों एक ही कैश मेमोरी साझा शेयर कर रहे हैं तो इस विशेष उदाहरण में हमारे पास पीड़ित प्रक्रिया और जासूस प्रक्रिया के बीच साझा की गई शेयर मेमोरी अंतिम स्तर की कैश मेमोरी है दूसरी तरफ इस सेटअप में हम पीड़ित और जासूस प्रक्रिया दोनों एक ही प्रोसेसर कोर पर चल रहे हैं यहाँ पर धारणा यह है कि यह विशेष प्रोसेसर कोर एक सममित बहु थ्रेडेड प्रोसेसर कोर है या दूसरे शब्दों में यह इंटेल के नामकरण का उपयोग करके यह प्रोसेसर कोर एक हाइपर थ्रेडेड प्रोसेसर कोर है तो इस विशेष परिदृश्य को देखते हुए हमारे पास पीड़ित और जासूस एक साथ चल रहे हैं और आम एल 1 कैश मेमोरी साझा कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले देखा है कि कैश मेमोरी इस विशेष आकृति द्वारा बहुत abstract रूप से दर्शाई जा सकती हैं तो यहाँ पर हमारे पास उस विशेष कैश मेमोरी में प्रत्येक सेट के अनुरूप पंक्तियाँ हैं इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास N कैश सेट है सेट 0 से सेट N और प्रत्येक सेट में 4 तरीके हैं रास्ता 0 से रास्ता 3 है इसलिए पते पर निर्भर करता है पीड़ित या जासूसी प्रक्रिया द्वारा पहुँचा जाता है इसलिए एक विशेष सेट में एक विशेष कैश लाइन का उपयोग पीड़ित और जासूस डेटा को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है क्योंकि विक्टिम या जासूसी प्रक्रिया द्वारा एक्सेस उपयोगित पते पर यह आधारित है अब हम इस व्याख्यान में जो देखेंगे वह यह है कि इस तरह की स्थिति में एक प्रमुख और जांचप्राइम और प्रोब हमले में जासूस प्रक्रिया के लिए पीड़ित प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना संभव है इसलिए इस हमले का इस्तेमाल एक पीड़ित प्रक्रियाजो एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथ्म को निष्पादित कर रहा है से एक गुप्त कुंजी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया है प्राइम फेज कुछ इस तरह दिखता है इसलिए अगर स्पाई प्रोसेस में अनंत लूप है और प्रत्येक कैशे सेट के लिए स्पाई प्रोसेस कुछ लोड निर्देश बनाता है जो उस विशेष कैश सेट के सभी तरीकों को एक्सेस करता है जबकि यह स्पाई भी है कई बार ये निर्देश लोड करते हैं तो समय इस फ़ंक्शन द्वारा किया जाता है जहां शुरू में हम एक घड़ी स्रोत क्लॉक सोर्स clock source को इन्वोक आह्वान करते हैं और शुरुआती समय प्राप्त करते हैं और फिर सभी कैश तरीके तक पहुंचने के बाद और सभी जासूस डेटा को कैश में लोड करते हैं फिर हम टाइमर को फिर से आमंत्रित इन्वोक invoke करते हैं और अंतिम समय प्राप्त करते हैं अब पहुंच का समय अंत प्रारंभ द्वारा दिया गया है तो एक बार जब यह सभी कैश के लिए किया जाता है तो इस फॉर लूप के लिए इसके अंत में क्या अच्छा परिणाम होता है कि पूरा कैश जासूस डेटा से भरा होता है तो जासूस लगातार ऐसा कर रहा है और परिणामस्वरूप पूरे कैश को जासूस डेटा से भर दिया जाता है आगे क्या होता है कि जासूसी प्रक्रिया कुछ समय के लिए इंतजार करती है अगली बात यह होती है कि जासूस प्रक्रिया कुछ समय तक इंतजार करती है और अनिवार्य रूप से पीड़ित प्रक्रिया के निष्पादन की प्रतीक्षा कर रही है अब इसके निष्पादन के दौरान पीड़ित प्रक्रिया कुछ निर्देशों का उपयोग करना शुरू कर देगी अब जब पीड़ित निष्पादित करता है तो कैश मेमोरी में कुछ सेट होंगे जहां जासूसी डेटा को हटा दिया जाएगा और पीड़ित डेटा के साथ बदल दिया जाएगा कैश मेमोरी आमतौर पर कुछ प्रतिस्थापन नीति जैसे कि LRU पॉलिसी कम से कम हाल ही में प्रयुक्त को लागू करेगी और पहचान करेगी विशेष कैश लाइन को निकालने के लिए और उस विशेष कैश लाइन को पीड़ित डेटा के साथ बदल दिया जाता है आइए विचार करें कि जब पीड़ित फिर से एग्जीक्यूट होगा इसलिए कुछ समय के इंतजार के बाद पीड़ित जांच चरण में प्रवेश करता है तो जांच के चरण में जो फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट किया जाता है पीड़ित को हर कैश सेट का उपयोग शुरू हो जाएगा और जांच के चरण में पीड़ित हर कैश सेट के माध्यम से पार्स करेगा और उस विशेष सेट में मौजूद सभी कैश लाइनों का उपयोग करेगा और उस समय यह इन एक्सेस को बनाने के लिए आवश्यक समय को भी मापेगा अब अगर हम वास्तव में इसे देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि जासूस क्या देखता है अगर हम देखेंगे कि जब जासूस इस सेट तक पहुँचता है तो एक सेट 0 है जो कम समय लिया गया होगा क्योंकि सेट 0 की सामग्री सभी जासूस डेटा से मेल खाती है इसलिए जासूस केवल कैश हिट को ही प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप सेट 0 के लिए पहुंच का समय कम होगा अब सेट 1 2 3 और N 2 का एक्सेस समय अधिक होगा इसका परिणाम यह है कि जासूस कुछ कैश मिस कर देगा और कैश मिस हो जाएगा क्योंकि जासूस डेटा को हटा दिया गया है और पीड़ित डेटा के साथ बदल दिया गया है और जांच चरण के दौरान इन सेटों में विशेष रूप से 1 2 3 और N 2 सेटों में जासूसी प्रक्रिया से होने वाली कैश मिस की अधिकता होगी इस तरह से जासूस प्रक्रिया इस कैशे सेट की पहचान करने में सक्षम होगी जिसमें पीड़ित डेटा या अन्य शब्दों में जासूसी प्रक्रिया कैशे सेट की पहचान करने में सक्षम होंगे जिसे पीड़ित ने एक्सेस किया है जांच चरण के परिणामस्वरूप पीड़ित डेटा जो कैश में मौजूद था निष्कासित हो जाता है और फिर से जासूसी प्रक्रिया के साथ बदल दिया जाता है और यह प्रधान और जाँच चरण आगे और आगे बढ़ता रहता है जैसा कि हम यहाँ देखते हैं इसलिए यह विशेष प्लॉट जांच चरण के लिए प्राप्त समय को दर्शाता है इसलिए यहां पर प्रत्येक पंक्ति जासूसी प्रक्रिया में एक विशेष पुनरावृत्ति से मेल खाती है और प्रत्येक कॉलम एक विशेष सेट से मेल खाती है तो उदाहरण के लिए यह एक इंटेल i7 मशीन पर चलाया गया था जिसमें 64 कैश सेट के साथ L1 कैश था इसलिए यहां पर प्रत्येक कॉलम एक विशेष कैश सेट से मेल खाता है अब एक हल्का रंग इंगित करेगा कि एग्जीक्यूशन का मापा समय कम था दूसरे शब्दों में एक हल्का रंग इंगित करेगा कि उस विशेष यात्रा में जासूसी प्रक्रिया ने कैश हिट देखा था दूसरी ओर एक गहरा रंग जैसे कि इन पर यह संकेत मिलता है कि निष्पादन का समय अधिक था जिस स्थिति में P i प्रक्रिया से कैश मिस हो गया है तो हम वास्तव में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ कैश सेट हैं जहां स्पष्ट रूप से कैश मिस हमेशा देखा जाता है उदाहरण के लिए इस विशेष कथानक को देखकर हम वास्तव में उन सेटों का पता लगा सकते हैं जिन पर उच्च निष्पादन समय लगा था उदाहरण के लिए सभी गहरे कैश सेट जैसे कि यहां पर एक उच्च निष्पादन समय होता है यह दर्शाता है कि जासूस प्रक्रिया ने बहुत सारे कैश मिस किए हैं दूसरी ओर इस कैश सेट जैसे लाइटर शेड्स और बहुत सारे कैश हिट्स हैं और इसलिए उन में लाइटर शेड्स हैं इस विशेष तरीके से कैश मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता है इसे देखकर इस बात का संकेत मिलता है कि दूसरी प्रक्रिया क्या कर रही है तो एक और उदाहरण इस विशेष बिंदु पर ये क्षेत्र हैं जो काफी गहरे हैं तो इस क्षेत्र का मतलब यह होगा कि उदाहरण के लिए कुछ गतिविधि है जो संदर्भ प्राप्त कर रही थी या कुछ ऐसा है जो बहुत सारे मेमोरी ऑपरेशन को निष्पादित और निष्पादित एग्जीक्यूट और परफॉर्म कर रहा है और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसने जासूस प्रक्रिया को प्रभावित किया है तो अब हम देखेंगे कि हम एक विशेष डिक्रिप्शन एल्गोरिथ्म में गुप्त कुंजी को पुनः प्राप्त करने के लिए इस प्रधान और जांच योजना का उपयोग कैसे कर सकते हैं मान लें कि हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो कुछ इस तरह दिखता है इसलिए फ़ंक्शन को कहा जाता है RecvDecrypt और यह एक विशेष सॉकेट लेता है और यहां पर हम एक गुप्त कुंजी को परिभाषित करते हैं जिसका मूल्य 12 है अब हम क्या करते हैं हम सॉकेट से सिफरटेक्स्ट पढ़ते हैं और यह सिफरटेक्स्ट केवल एक कैरेक्टर हैं जिसे ct में स्टोर किया जाता है अब कुछ वर्ण मानों कैरेक्टर वैल्यू के साथ इस विशेष अरेसरणी पर एक लुकअप है जिसे हमने यहां निर्दिष्ट नहीं किया है और लुकअप एक सूचकांक पर आधारित है जो कि कुंजी X या सिफरटेक्स्ट है इस ऑपरेशन का उपयोग प्लेनटेक्स्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो तब वापस आ जाता है अब यह सिर्फ एक खिलौना डिक्रिप्शन एल्गोरिथ्म है जिसे आपने सिर्फ यह दिखाने के लिए बनाया है कि क्रिप्टोग्राफिक योजनाओं को तोड़ने के लिए कैसे प्राइम और जांच का उपयोग किया जा सकता है हमारे लिए यहाँ पर देखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस विशेष अरेसरणी के लिए यह पता एक कुंजी पर निर्भर पते के स्थान पर है इसलिए उदाहरण के लिए यह मानते हुए कि हमलावर सिफरटेक्स्ट का मूल्य जानता है इस विशेष लुकअप का सूचकांक कुंजी के मूल्य पर निर्भर करेगा इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि सिफरटेक्स्ट का मान 0xFF है यदि कुंजी मान 0 था तो लुकअप 0xFF स्थान पर है दूसरी ओर यदि कुंजी का मान 0xAA था तो लुकअप 0x55 के स्थान पर है इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर यह लुकअप ऑपरेशन अनिवार्य रूप से एक मेमोरी एक्सेस है ठीक इसके बाद यह मेमोरी एक्सेस कैश में एक अलग डेटा लोड करने वाला है अब मान लें कि हम वास्तव में इस विशेष प्रक्रिया को चला रहे हैं और यह हमारी शिकार प्रक्रिया है और साथ में हम एक जासूसी प्रक्रिया भी चला रहे हैं जो लगातार प्राइम और जांच चला रही है जिससे मेमोरी एक्सेस को कैश में अलग अलग सेटों तक पहुंचाने में लगने वाले समय की माप होती है अब यदि कुंजी 0xAA है और हमलावर को पता है कि सिफरटेक्स्ट 0xFF है तो इस अनुरूप लुकअप प्लस 0x55 के जासूसी प्रक्रिया में कैश मिस की संख्या में वृद्धि देखी जाएगी तो यह जासूसी प्रक्रिया में उस पुनरावृत्ति के लिए निष्पादन समय में वृद्धि से देखा जाएगा और इस प्रकार हमलावर यह अनुमान लगा सकता है कि पीड़ित प्रक्रिया ने मेमोरी के उस हिस्से तक पहुंच बनाई है और इससे यह पता चल सकता है कि कुंजी मूल्य या तो 0xAA है या बहुत कुछ 0xAA के करीब क्रिप्टोग्राफी के अलावा प्राइम और जांच प्रकार के हमले का उपयोग बड़ी संख्या में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया गया है एक अन्य प्रसिद्ध अनुप्रयोग कीबोर्ड sniffing सूँघने के लिए है इसलिए यह विशेष प्रक्रिया पीड़ित प्रक्रिया है अब आपके पास दूसरी प्रक्रिया है जो कि हमले की प्रक्रिया है जो कि प्राइम और जांच ऑपरेशन कर रही है इसलिए जब भी कोई कीस्ट्रोक होता है जब भी कोई उपयोगकर्ता उदाहरण के लिए एक कुंजी दबाता है तो हम कहें कि वह अपने पासवर्ड के संबंध में एक कुंजी दबा रहा है परिणाम स्वरूप प्रत्येक कीस्ट्रोक एक रुकावट में बदल रहा है कर्नल मोड में स्विच होने के लिए यहां एक ISR है जोकि अमल हो जाता है वगैरा इसलिए प्रत्येक कीस्ट्रोक के परिणामस्वरूप बहुत अधिक निष्पादन होता है इसलिए जब भी एक कीस्ट्रोक को दबाया जाता है तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम और पीड़ित अनुप्रयोग दोनों में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें बहुत सारे स्पाई डेटा मिलते हैं जो कि प्राइम और प्रोब चलाने वाले होते हैं कैश से स्पाई डेटा के बेदखल करने के लिए इस प्रकार हमलावर उस क्षण की पहचान करने में सक्षम होगा जिस पर कीबोर्ड पर कीज़ दबाए गए थे यह एक हालिया पेपर से एक कथानक है जो यहां दिखाया गया है और जो हम यहां देखते हैं वह घड़ी के चक्र और समय के साथ देरी है इसलिए हम देखते हैं कि जैसा कि कुंजी दबाया जा रहा है प्राइम और प्रोब एप्लीकेशन देखता है कि किसी विशेष स्थान पर निष्पादन समय में वृद्धि हुई है इसलिए उदाहरण के लिए जब कोई कुंजी दबाए नहीं जाती है तो निष्पादन समय जो कि जासूस प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है कम है और जब किसी विशेष कुंजी को दबाया जाता है तो हम निष्पादन समय में वृद्धि देखते हैं जैसा कि आप इन उदाहरणों में देखते हैं कुछ समय बाद जब कोई कुंजी दबाया जाता है तो जासूस को निष्पादन के समय में वृद्धि नहीं दिखाई देती है बेशक बहुत सारी त्रुटियां हैं जो इस तरह से भी समाप्त हो सकती हैंउदाहरण के लिए जो निष्पादन समय में वृद्धि को दर्शाता है जबकि कोई कुंजी नहीं दबाया गया है इसलिए प्राइम और जांच हमले का उपयोग विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों में भी किया गया है विशेष रूप से इसका उपयोग Google क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट मूल ग्राहक नेटिव क्लाइंट और वेब असेंबली पर हमला करने के लिए बनाने के लिए किया गया है तो यह विशेष रूप से इस पेपर से यहां क्या लिया जाता है जिसे कैश द्वारा ड्राइवके रूप में जाना जाता है और यह वास्तव में दिखाया गया है कि कैसे एक प्रमुख और जांच हमले का उपयोग करके जीमेल गुप्त कुंजी को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है तो आम तौर पर क्या होता है कि उपयोगकर्ता किसी विशेष लिंक पर जाने के लिए और किसी विशेष विज्ञापन वेबसाइट पर क्लिक करने के लिए बना होता है और यह वेबसाइट एक टैब खोलेगी जो एक विज्ञापन टैब है और हो सकता है कि यह एक विज्ञापन प्रदर्शित करे लेकिन पृष्ठभूमि में भी प्रधानमंत्री और जांच हमला चल रहा होगा इसलिए जब भी कोई एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन होता है प्राइम और जांच एप्लीकेशन कैश मेमोरी पर गतिविधियों को मापता है और उस समय का उपयोग गुप्त जानकारी को समझने के लिए करता है Another famous application of the prime and probe attack was is for Website Fingerprinting where the Prime and Probe application can identify what websites are being browsed प्राइम और प्रोब अटैक का एक और प्रसिद्ध अनुप्रयोग वेबसाइट फ़िंगरप्रिंटिंग के लिए है जहाँ प्राइम और प्रोब एप्लिकेशन यह पहचान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें ब्राउज की जा रही हैं एक और बहुत ही प्रसिद्ध हमला जो पहली बार 2009 में रिस्टेनपार्ट द्वारा इस विशेष पेपर में प्रस्तुत किया गया था यह निर्धारित करता है कि कैसे प्राइम और जांच हमले की तरह कुछ का उपयोग करके क्रॉस वर्चुअल मशीन हमले किए जा सकते हैं यहां हम एक क्लाउड वातावरण का उपयोग कर रहे हैं जिसमें विभिन्न वर्चुअल मशीन हैं लेकिन अंतर्निहित हार्डवेयर समान है उदाहरण के लिए इस डायग्राम में यहाँ हमारे पास एक हमलावर है जोकि पीड़ित प्रक्रिया के समान कैश मेमोरी साझा कर रहा है इस प्रकार हमलावर एक प्रधान और जांच आवेदन चलाता है और पीड़ित प्रक्रिया द्वारा कैश और मेमोरी गतिविधि की निगरानी करने में सक्षम है और इससे यह गुप्त सूचनाओं की पहचान करने में सक्षम होगा जैसे कि क्रिप्टोग्राफिक कुंजी यह पहचान करेगा कि कौन से अक्षर दबाए गए हैं या यह कीस्ट्रोक्स सूंघने में सक्षम होगा वगैरा हाल ही में एक बहुत ही इसी तरह के हमले को एक शेयर DRAM का उपयोग करते भी दिखाया गया था ऐसे मामले में पीड़ित और हमलावर को एक ही LLC को साझा नहीं करना पड़ता है लेकिन एक आम DRAM साझा करना पड़ता है इसलिए अब हम आंतरिक टकराव के हमलों को देखते हैं या ठीक से समय संचालित हमलों के रूप में जाना जाता है यहां परिदृश्य बहुत अलग दिखता है यहां क्या होता है कि पीड़ित और हमलावर आवश्यक रूप से एक ही कंप्यूटिंग संसाधन साझा नहीं कर सकते हैं या जरूरी नहीं कि एक ही कैशमेमोरी साझा करें इसलिए हम अब आंतरिक टकराव के हमलों को देखेंगे जिन्हें ठीक से समय संचालित हमलों के रूप में जाना जाता है तो ऐसे परिदृश्य में हमारे पास एक हमलावर है जो एक विक्टिम एप्लीकेशन को आमंत्रित करने में सक्षम है और एक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए पीड़ित के लिए लिए गए समय को मापने में सक्षम है तो दूसरे शब्दों में हमलावर पीड़ित प्रक्रिया के लिए एक अनुरोध भेजेगा जो पूरी तरह से अलग मशीन में हो सकता है और फिर यह प्रतिक्रिया के लिए लगने वाले समय को मापता है ताकि हमलावर को लगने वाला एग्जीक्यूशन टाइम में अंतर प्राप्त किया जा सके विक्टिम प्रोसेस के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना इसलिए इन समय संचालित हमले क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को तोड़ने के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और हम इस योजना का एक बहुत ही सरल उदाहरण लेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिफर का एक छोटा हिस्सा है जो कुछ इस तरह दिखता है हमारे पास एक सादा पाठप्लेन टेक्स्ट P 0 और एक सादा पाठप्लेन टेक्स्ट P 4 है जो सिफर के लिए इनपुट है अब ये इनपुट प्रत्येक का कहना है कि एक चौड़ी बाइट है जो क्रमशः K 0 और K 4 के साथ मिलती है इस प्रकार हमें एक तरफ P0 XOR K0 और दूसरी तरफ P4 XOR K4 मिलता है अब इस P0 XOR K0 और P4 XOR K4 को तब एक तालिकाटेबल में अनुक्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए इस विशेष सूचकांक के आधार पर इस तालिका में एक खोज है अब देखते हैं कि जब हम इस विशेष कार्यक्रम को निष्पादित करते हैं तो क्या होता है इसलिए सबसे पहले हमारे पास यहां पर हमलावर है और हम यह मान लेंगे कि हमलावर आवश्यकतानुसार P0 और P4 के मूल्यों का चयन करने में सक्षम है इसलिए हमलावर हमले के लिए P0 P4 को चुनता है जो होने वाले एन्क्रिप्शन को ट्रिगर करता है इसलिए एन्क्रिप्शन के दौरान ये ऑपरेशन होते हैं और फिर हमलावर इस पूरे एन्क्रिप्शन के लिए समय को मापता है अब हम देखेंगे कि यह निष्पादन समय K0 और K4 के मूल्यों के आधार पर कैसे भिन्न हो सकता है तो पहले यह मान लें कि कैश साफ है और कैश के किसी भी हिस्से में इस तालिका की कोई भी जानकारी शामिल नहीं है इसलिए P0 XOR K0 के स्थान पर पहली पहुंच के दौरान कैश मिस हो जाएगा और मेमोरी का एक ब्लॉक कैश में लोड हो जाएगा इंडेक्स P4 XOR K4 पर दूसरी एक्सेस या तो कैश हिट या कैश मिस हो सकती है जब कैश P4 XOR K4 से टकराता है या P0 XOR K0 के इस मूल्य के बहुत करीब होता है तो कैश हिट होता है ऐसे में यह इंगित करता है कि यह दूसरी पहुंच समान या पड़ोसी स्थान पर पहली पहुंच के रूप में है चूंकि यह डेटा पहले से ही कैश में मौजूद है इसलिए हम कैश हिट प्राप्त करते हैं और इस दूसरी एक्सेस के लिए निष्पादन का समय काफी छोटा होगा दूसरी ओर यदि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के बराबर नहीं है तो दूसरी एक्सेस का परिणाम कैशे मिस होगा दूसरी एक्सेस के लिए उस विशेष कैश में एक मेमोरी ब्लॉक की भी आवश्यकता होगी जिससे पूरे निष्पादन समय का मूल्यांकन हम देख सकें कि हमें या तो एक कैश मिस मिले और एक कैश हिट या दो कैश मिस और इस प्रकार हम P0 XOR K0 और P4 XOR K4 के मूल्य के आधार पर देखते हैं कि इस विशेष सिफर का निष्पादन समय अलग अलग होगा तो इस भिन्नता के आधार पर हम इन गुप्त क्षेत्रों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विशेष रूप से यदि हमारे पास कैश हिट है तो हम यह संबंध प्राप्त करते हैं कि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के बराबर है और यदि हम शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हमें K0 XOR K4 मिलता है P0 XOR P4 के बराबर है अब चूंकि हमलावर P0 XOR P4 को जानता है इसलिए वह K0 XOR K4 के XOR को जानता है तो यह हमलावर की मदद कैसे करता है मान लीजिए कि हम मानते हैं कि प्रत्येक कुंजी K0 और K4 8 बिट्स की है इसलिए दौड़ने से पहले या इस विशेष हमले को चलाने के बिना हमलावर की अनिश्चितता 8 प्लस 8 है जो 16 बिट्स है अब हमलावर को चलाने के बाद यदि हमलावर इस कैश हिट की पहचान करता है और इस संबंध को प्राप्त करता है तो यह अनिश्चितता 16 बिट्स से घटकर 8 बिट्स हो जाती है अब यह आवश्यक है कि हमलावर उनमें से किसी एक की पहचान करे जो हमें यह कहे कि वह K0 की पहचान करता है और K0 का उपयोग करके वह आसानी से पहचान सकता है कि K4 इस संबंध का क्या उपयोग कर रहा है इसी तरह अगर कोई कैश मिस है तो इस तरह का एक संबंध प्राप्त किया जाता है और इसका मतलब होगा कि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के बराबर नहीं है जिसका अर्थ है कि इस एक्सेस में इसके द्वारा प्राप्त किया गया इंडेक्स और यह एक्सेस समान नहीं है और इसलिए K0 XOR K4 P0 XOR P4 के बराबर नहीं है तो यह एक खिलौना उदाहरण था और इस तरह के उदाहरण को एक संपूर्ण सिफर तक बढ़ाया जा सकता है इसलिए एईएस सिफर जैसे एक संपूर्ण सिफर में इस पूरे ब्लॉक सिफर का बहुत छोटा हिस्सा एक संरचना है जैसा कि हमने पहले देखा है उदाहरण के लिए यदि आप एईएस पर विचार करते हैं तो एईएस में 16 बाइट्स इनपुट शामिल हैं और यह आपको 16 बाइट्स आउटपुट देगा और कई ऑपरेशन हैं जो वास्तव में एईएस ब्लॉक सिफर के अंदर चल रहे हैं जिसमें से जिन कार्यों में हम वास्तव में रुचि रखते थे इस तरह से कुछ दिखता है और यह पूरे सिफर का एक बहुत छोटा घटक है इसलिए जिस तरह से हम वास्तव में इस हमले का विस्तार करते हैं कि हम एक पूर्ण ब्लॉक सिफर प्रतीत होते हैं इस प्रकार है तो हम P0 को स्थिर रखते हैं और P4 के मानों को बदलते रहते हैं इसलिए इस विशेष मामले में हमने कहा है कि K0 को 0 मानें K4 को 50 होने दें यह मान लें कि यह हमारी गुप्त जानकारी है अब हम P0 के मान को स्थिर रखते हैं और P4 के प्रत्येक भिन्न मान के लिए हम शेष इनपुटों को यादृच्छिक रूप से बदलते हैं तो हम कहते हैं कि हम P4 के विशिष्ट मान के लिए इस डेटा के 2 16 से अधिक भिन्न मानों को बदलते हैं हम मापते हैं एईएस जैसे सिफर के लिए आवश्यक समय को उस विशेष प्लेनटेक्स्ट को अपनी गुप्त कुंजी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट करने के लिए ऐसा करने के बाद हम P4 के प्रत्येक मान के लिए औसत समय पाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास P4 के 16 अलग अलग मूल्य हैं जो 00 10 20 30 से शुरू होते हैं ये सभी हेक्साडेसिमल मान हैं और यह P4 के प्रत्येक मान के लिए F0 में समाप्त होता है हम सभी द्वारा प्राप्त होने वाले औसत समय की गणना करेंगे जब अन्य इनपुट मानों को बेतरतीब ढंग से ओवरराइड करने के लिए कहते हैं जैसे कि बड़ी संख्या में 2 16 या ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि जब P4 का मान 50 हो जाता है तो हम औसत से उच्चतम विचलन प्राप्त करते हैं इसलिए यहाँ पर औसत मतलब 294357 है और इस विशेष साधन से अधिकतम विचलन तब प्राप्त होता है जब P4 का मान 50 होता है और इस मामले में हम औसत से अंतर के निरपेक्ष मूल्य पर विचार करें जो कि 63 है और इसलिए यह 63 होना चाहिए तो इसमें से जो हम देख सकते हैं वह यह है कि P0 हमने 0 पर सेट कर दिया है P4 हमने 250 में प्राप्त कर लिया है इसलिए P0 XOR P4 50 के बराबर है इसलिए इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि K0 XOR K4 50 के बराबर होगा और अगर हम देखते हैं तो इन कुंजियों के मूल्यों को हमने K0 और K4 के 50 के बराबर रखा है और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हमारे द्वारा प्राप्त परिणामों से मेल खाता है तो इस तरह हमने कैश टकराने के हमलों को देखा था हमने टकराव के हमलों को देखा था जो बाहरी हैं जो पीड़ित प्रक्रिया के समान प्रणाली में निष्पादित करने के लिए एक जासूस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और पीड़ित के रूप में उसी कैश मेमोरी को साझा करते हैं हमने आंतरिक टकराव के हमलों को भी देखा जहां हमलावर को जासूसी प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता नहीं है केवल इसे निष्पादित करने के लिए पीड़ित कार्यक्रम को ट्रिगर करती है और उस विशेष शिकार को निष्पादित करने के लिए समय की मात्रा को मापती है और इस समय के आधार पर हमलावर उस पीड़ित प्रक्रिया के बारे में गुप्त जानकारी का पता लगाने में सक्षम होगा धन्यवाद